इसलिए अंतरिक्ष का भ्रम पैदा करने के अंतिम भाग में मैं कुछ अपरंपरागत उपकरणों के बारे में बात करूंगा जो हमें बहुत रचनात्मक स्वतंत्रता प्रदान करेंगे क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप जानते हैं कि कोई व्यक्ति हमारे लिए एक नियम तय नहीं कर सकता है जैसे हम कैसे देखते हैं हम कैसे अनुभव करते हैं हम कैसे विचार करते हैं और हम कैसे उत्पादन करते हैं तो यह ऐसा है आप जानते हैं कि हम कई चरणों में जाते हैं और समय के साथ सुंदरता की परिभाषा भी बदल रही है दृश्य अभिव्यक्ति की परिभाषा एक गतिशील में जा रही है जिसे पकड़ना वास्तव में मुश्किल है इसलिए जो कुछ भी है हम कुछ चीजों पर चर्चा करेंगे शायद अपरंपरागत स्पैस कैसे बनाएं हो सकता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें कुछ हास्य जोड़ने के उद्देश्य से या शायद सिर्फ अपने दर्शक को एक विरोधाभासी स्थिति में लाएं या यह भी हो सकता है कि आप एक विशेष तरीके से एक दृष्टिकोण का उपयोग करते हैं जहां आप चीजों को इसकी सबसे अधिक विवरणात्मक दृष्टि से दिखाना चाहते हैं यह भी होगा कि हम एक दृश्य पहेली बनाने की तरह महसूस कर सकते हैं शायद एक पहेली जिसे हल करना मुश्किल है और यह आपके दर्शक को देखने और बनाने की प्रक्रिया में अधिक व्यस्त रखता है तो पर्याप्त संभावनाएं हैं आप में से बहुत से लोग ऐसे उपकरणों को जानते हैं जिन्हें आप अपने पूरे जीवन में खोजते रह सकते हैं अब हम केवल बुनियादी चीज़ो पर चर्चा कर रहे हैं और देखेंगे कि हम स्पैस के साथ अधिक प्रयोगात्मक तरीके से अधिक अपरंपरागत तरीके से कैसे निपट सकते हैं और यह भी पसंद है आप कुछ ऐसा बनाना जानते हैं जो इसके अंत में हमें संतुष्ट करेगा क्योंकि आप जानते हैं कि जैसा कि हमने फॉर्म और सामग्री के बारे में बात की थी इसलिए यदि आपके पास ऐसी सामग्री है जो आपको समर्थन नहीं देती है तो आप पारंपरिक नियमों जैसे रैखिक परिप्रेक्ष्य या हवाई परिप्रेक्ष्य को जानते हैं आप अपनी पसंद के किसी अन्य दृष्टिकोण के लिए जाने का मन कर सकते हैं जो है जिसे स्वीकार करने में कुछ समय लगेगा लेकिन इसे आज़माने में कोई बुराई नहीं है तो आइए देखें कि कलाकारों ने पहले से क्या किया है और फिर हम बहुत सारे क्रमबद्धता संयोजन और कुछ रचनात्मक अभिव्यक्ति के साथ आ सकते हैं और आप जानते हैं कि यह कुछ हद तक मूल और रचनात्मक है तो हम देखते हैं जैसे आप एक छवि देख सकते हैं जो मैंने बनाई है जहाँ आप प्रश्न बनाते हैं यदि आपके पास इस बात की धारणा है कि आप अपने मन में उस रैखिक परिप्रेक्ष्य या यहाँ तक कि वायुमंडलीय परिप्रेक्ष्य या हवाई दृष्टिकोण या सममितीय को जानते हैं प्रक्षेपण प्राच्य दृष्टिकोण और कई अन्य परिप्रेक्ष्य जो हमने अब तक चर्चा की यदि आपके दिमाग में ये सभी चीजें हैं और फिर आपके पास बस एक निश्चित धारणा के रूप में है तो आप इन सभी चीजों को अपने दिमाग में रखते हैं और आप इसे अपने रास्ते में आने वाली किसी भी अन्य चीज को पहचानने के लिए एक पैरामीटर के रूप में रखने की कोशिश करते हैं आपको यह अत्यधिक विरोधाभासी लग सकता है शायद असली जहां वास्तविकता वह है जो आप कल्पना कर सकते हैं लेकिन आप यह भी कह सकते हैं कि यह वास्तविकता में नहीं हो सकता है लेकिन इसका अपना आकर्षण है क्योंकि आखिरकार हम एक कैमरे की तरह व्यवहार नहीं कर रहे हैं और हम एक रचनात्मक व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहे हैं जैसा कि हम तलाशने की कोशिश कर रहे हैं तो आप इस विशेष छवि में जो देखते हैं वह कुछ ऐसा है जहां आप एक चरित्र को देखते हैं जो कहीं बीच के मैदान में है किसी अन्य चरित्र के साथ बातचीत करता है जिसे पृष्ठभूमि पर रखा गया है और यह बहुत दिलचस्प बात है कि कोई व्यक्ति जो बीच मैदान में है उस व्यक्ति के साथ बातचीत कर सकता है जो अन्यथा पृष्ठभूमि पृष्ठभूमि पर बैठा है क्योंकि अगर आपने इस पूरे स्थान को अलग अलग हिस्सों में विभाजित किया है जैसे कि हमने पहले क्या किया था फिर आप जानते हैं कि यह हिस्सा अग्रभूमि बन जाता है यह पानी है वह भी बीच के मैदान में यह एक और जमीन है जो अंदर जा रही है मध्य जमीन का हिस्सा है तो चरण 1 2 3 तो यह एक चौथे मध्य मैदान में आता है यह आपका आकाश जैसा है तो यह पांचवां चरण है और फिर आपके पास बादल और ऊपरी आकाश है अब एक व्यक्ति जो इस मैदान में बैठा है वह वास्तव में उस व्यक्ति की उंगलियों को नहीं छू सकता है जो खिड़की से बाहर आ रहा है और वह इमारत जो लगभग किसी अन्य तरह से स्थित है उसका आधार आपके अग्रभूमि में कहीं आ रहा है तो यह आकृति कहीं और है जो अग्रभूमि का हिस्सा है और यहाँ अग्रभूमि पृष्ठभूमि के साथ बातचीत कर रहा है इसलिए अग्रभूमि पृष्ठभूमि को छू रही है जो असंभव है यदि आप तर्कसंगत रूप से लेते हैं यदि आप तर्कसंगत रूप से व्यवहार करते हैं और आप कहते हैं तो यह वास्तव में आपकी समझ का समर्थन करने वाला नहीं है यह कहता है कि आप जानते हैं कि यह वास्तव में संभव नहीं है लेकिन तब हम अपनी स्वतंत्रता का उपयोग कर रहे हैं यह एक आरेख में संभव है तो हम माध्यम की सबसे अच्छी संभावना का उपयोग कर रहे हैं क्योंकि यह कहीं और नहीं हो सकता है लेकिन आपके कागज पर अब आप एक अन्य व्यक्ति को देखते हैं जो यहां बैठा है और स्पष्ट रूप से यह कहता है कि यह व्यक्ति अपने छाया और आधार के साथ जहां वह बैठा है पैर जमीन को छू रहा है वह निश्चित रूप से चित्र के अग्रभाग पर है लेकिन वह मछली पकड़ने की छड़ी के साथ भी बैठा है और वह मछली पकड़ रहा है तो क्या यह संभव है कि आप मछली पकड़ने की छड़ी के साथ बैठे हों और अग्रभूमि में मछली पकड़ रहे हों और मछली पकड़ रहे हों पानी कहीं बीच की जगह पर हो जब तक व्यक्ति को चालू नहीं किया जाता है यह संभावना है कि कोई व्यक्ति यहां बैठा है आप उसकी पीठ में जानते हैं तो वह तुम्हारा सामना कर रहा है वह तुम्हारा सामना नहीं कर रहा है वह यहां बैठा है और मछली पकड़ रहा है यह संभव है सही है लेकिन अग्रभूमि में एक व्यक्ति वह मछली को कैसे पकड़ेगा लेकिन यह केवल तभी संभव है यदि आप एक अपरंपरागत स्थान बनाना चाहते हैं और लोगों को उस में रुचि रखते हैं मैंने यह चित्र डेविड हॉकनी द्वारा की गई एक पेंटिंग के संदर्भ में किया है जो एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार की तरह है और उन्होंने मध्ययुगीन चित्रकला में से एक से संदर्भ लिया जहां वे एक ही परिप्रेक्ष्य का उपयोग करते हैं इसलिए ये संभव है इसलिए जैसे मैंने संदर्भ लिया मैंने इसे बनाया मैं आपको एक और उदाहरण दिखाऊंगा अब जब आप इन दो आकृति को ठीक से देखते हैं तो एक मिस्र से है ये मिस्र के चित्र की तरह हैं एक मिस्र की विशेषता यह भारतीय लघुचित्र से है तो भारतीय लघुचित्र या मिस्र में एक आंकड़ा इसकी विशिष्टता है इसलिए मैं कह सकता हूं कि आप जानते हैं कि यह एक परिप्रेक्ष्य का उपयोग करता है यह भी कुछ अर्थों में बहुत विरोधाभासी है क्योंकि आप यहां जो देख रहे हैं वह कई दृष्टिकोण है जैसे आप क्यूबिस्ट दृष्टिकोण से बहुत अलग जानते हैं लेकिन यह क्यूबिकल दृष्टिकोण से भी बहुत अलग नहीं है इसलिए अगर हम कहते हैं कि क्यूबिस्ट चित्रकारों को मैंने पहली बार दिखाया है जो शायद सच नहीं है क्योंकि हमने मिस्र में इसे पुनर्जागरण से बहुत पहले देखा था तो यहाँ आप जो देख रहे हैं वह इस चरित्र में एक ललाट आंख है आप एक बग़ल में हाथ के साथ एक ललाट धड़ एक प्रोफ़ाइल दृश्य एक बग़ल में चेहरा देखते हैं इसके अलावा पैर प्रोफ़ाइल में बग़ल में हैं पेट बटन नौसेना यहाँ बग़ल में होगा बस एक बग़ल में पेट के साथ ललाट छाती की कल्पना करें ऐसा ही था और यह उनके शासन का हिस्सा था इसलिए शायद वे चीजों को इसके सबसे वर्णनात्मक दृष्टिकोण में दिखाना चाहते थे इसलिए यदि आपको लगता है कि एक साइडवे फेस जो किसी व्यक्ति के प्रोफ़ाइल दृश्य की तरह है तो आप महसूस कर सकते हैं कि आप जानते हैं कि जब आप इस दिशा में आंख दिखाते हैं तो यह आपको आंख का पूरा दृश्य नहीं देता है तो क्यों न आंख को ललाट बना दिया जाए जो आपको एक आंख का एहसास देता है तो आप जानते हैं कि आंख कितनी चौड़ी है और आंख कैसी दिखती है या जब आपके पास ललाट जैसा चेहरा होता है तो आपको पता नहीं चलता है कि नाक कैसी है यह कितनी बड़ी है क्या यह इससे छोटी है या यह कैसे है है तो आप नाक की लंबाई आंख का ललाट दृश्य प्राप्त करते हैं तो इस तरह चौड़ा कि आंख की लंबाई नाक की लंबाई और सब कुछ आपके सामने है इसलिए यह विभिन्न दृष्टिकोणों के संयोजन का एक तरीका है और कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है जो समान रूप से आश्वस्त भी है इसलिए हम वास्तव में इसे बहुत अजीब नहीं मानते हैं जब हम देखते हैं कि यह महिला नर्तकी जो बग़ल में दिख रही है और एक इंसान उस तरह से सिर को मोड़ नहीं सकता है तो ये कुछ चीजें हैं जो प्रकृतिवाद से परे है जो वास्तविकता से परे है लेकिन वे समान रूप से दिलचस्प हैं हम इसके साथ हम कुछ और दिलचस्प चीजों के बारे में बात करने जा रहे हैं यह अधिक है जैसे आप जानते हैं कि एक पहेली को कैसे बनाया जाए जो हम पहले उल्लेख करना चाहते थे तो आइए जानें कि कैसे स्थानिक पहेली भी बनाई जा सकती है जब आप जानते हैं कि जब हम चकराए हुए होते हैं तो हम असमंजस में होते हैं कि अग्रभूमि क्या है पृष्ठभूमि कहां है मध्य भूमि कहां है और हमें कोई सुराग नहीं है क्योंकि यह किसी भी पारंपरिक मानदंड के अंतर्गत नहीं आता है हम हैरान हैं इसलिए इसे कैसे बनाया जाए इसके कई अन्य तरीके हैं हमने कुछ उन क्यूबिस्ट परिप्रेक्ष्य मिस्र के कई परिप्रेक्ष्य जैसे फारसी लघु भारतीय लघु में चर्चा की हमने भी बनाया है संदर्भ समय 1130 अतियथार्थवाद स्थान हम बाद में विस्तार से अतियथार्थवाद के बारे में बात करेंगे तो अतियथार्थवाद जगह संभव है जहां असंभव वस्तुएं एक साथ हैं लेकिन इससे पहले कि हम यह देखें कि अग्रभूमि और पृष्ठभूमि को इस तरह से कैसे वितरित किया जा सकता है यह वास्तव में किसी भी मानक के अंतर्गत नहीं आता है तो आइए हम महसूस करते हैं कि कुछ आरेखों के साथ इसलिए उदाहरण के लिए आप जानते हैं कि प्रकृति कुछ है आप जानते हैं कि जो बिल्कुल बंद है हम सभी जानते हैं यह बहुत ही आकर्षक है कई आकर्षक तथ्य हैं आप जानते हैं कि हमें पता चला है और हमें यह बहुत पसंद आया है लेकिन सब कुछ किसी नियम के तहत आता है चाहे हम इसे चाहें या नहीं इसलिए यदि उदाहरण के लिए ये कुछ लहरदार रूप हैं जो आपको पानी का सुझाव देते हैं जो आपको दूसरे प्राणी की याद दिलाता है जो पानी में रहता है जो वह है वह मछली है तो मछली का आकार वास्तव में लहर के आकार के साथ मेल खाता है आपके पास एक और मछली है इसलिए प्रकृति वास्तव में बहुत सारी अर्थव्यवस्था करती है यह बहुत अधिक स्थान बचाता है इसलिए कोई भी सामग्री वास्तव में बर्बाद नहीं होती है तो आप दूसरी दिशा से एक और मछली की कल्पना कर सकते हैं एक और एक इसलिए हम वास्तव में बहुत सारे स्थान बचा रहे हैं तो यह है कि व्यवस्था कैसी है और प्रकृति में मछली जैसी बहुत सी चीजें हैं जो एक ही श्रेणी में आती हैं इसलिए जब हम एक ही चीज का उल्टा करते हैं तो हम देखते हैं कि हम बहुत सारी अर्थव्यवस्था को एक स्थान पर कर रहे हैं तो आइए हम लहर को मछली में परिवर्तित करते हैं क्योंकि इसी तरह उसका बनना तय है अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा अग्रभूमि में है और जो पृष्ठभूमि में है वे सभी इस मछली की तरह इस तरह जो इस पक्ष का सामना कर रहा है यह भी अग्रभूमि में दाईं ओर स्थित है यह मेरी बाईं ओर है ठीक है लेकिन आप जानते हैं कि यह किसी तरह से एक ऐसा मैदान बना रहा है जो अधिक सपाट flat है इसमें बहुत अधिक जगह नहीं है और हम इसे वास्तविक 2 डी पेंटिंग कह सकते हैं क्योंकि आप रंग और मूल्य के साथ जानते हैं और यह भी बदलता है लेकिन इसमें दो आयामीता की भावना है इसलिए मैं इसे एक 2 डी छवि का एक अच्छा उदाहरण कह सकता हूं ठीक है तो गूढ़ बात के साथ दो आयामीता संभव है और फिर पृष्ठभूमि और अग्रभूमि दुविधा भी कई अन्य तरीकों से बनाई जा सकती है उदाहरण के लिए ये बहुत सामान्य उदाहरण हैं जो आपके सामने आते हैं कि आप एक तरफ से चेहरा बनाते हैं आप दूसरी तरफ से एक चेहरा बनाते हैं और अंत में आप इसे एक पॉट के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ सकते हैं तो यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहां पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं सलिए यदि आप मध्य भाग पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो यह एक पॉट होगा आप इस हिस्से पर ध्यान केंद्रित करते हैं यह एक चेहरा है एक और चेहरा और दो चेहरे हैं वे भी एक दूसरे का सामना कर रहे हैं तो वास्तव में स्थानिक पहेली अग्रभूमि पृष्ठभूमि उनके अंतर्संबंध जहां ध्यान केंद्रित करना है जहां ध्यान केंद्रित नहीं करना है और चीजें इस तरह की हैं से निपटने के कई अन्य तरीके हैं